हम इन्वेंट्री मॉडल पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं हमने अब तक दो मॉडल देखे हैं यह पहले मॉडल के लिए आरेख है जहां हम सतत मांग पर विचार करते हैं और बैकऑर्डर नहीं है दूसरे मॉडल में हमने बैकऑर्डर पर विचार किया और हमने दोनों धारणाओं के तहत इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए व्यंजक सूत्र निकाले इस मॉडल के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बिना बैकऑर्डर के Q √ 2DCo Cc द्वारा दी गई है जहां D वार्षिक मांग है C naught ऑर्डर की लागत है और C c इकाई धारण लागत या वहन करने की इकाई लागतहै यहां दो चर हैं एक है ऑर्डर मात्रा Q जो वास्तव में यह मात्रा है और फिर एक बैक ऑर्डर की गई मात्रा है जिसे s कहा जाता है फिर बैकऑर्डर करने की अवधारणा के तहत इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q के लिए सूत्र Q 2 DCo Cc Cc Cs Cs द्वारा दिया गया है जहां Cs बैक ऑर्डर की लागत है और s बैक ऑर्डर लेवल है जिसे Q Cc Cc Cs द्वारा दिया गया है इस अभिव्यक्ति से और वैसे भी C c और C दोनों में समान इकाई है जो प्रति वर्ष प्रति यूनिट रुपये है यहां इन्वेंट्री की एक इकाई रखने के लिए प्रति वर्ष प्रति यूनिट रुपये है यह है रुपये प्रति बैक ऑर्डर यूनिट प्रति वर्ष तो C c और C की एक ही इकाई होगी ताकि हम उन्हें जोड़ सकें जिस अभिव्यक्ति से हम इन दोनों को प्राप्त करते हैं वह कुल लागत के सूत्र द्वारा दी गई है जहां कुल लागत आर्डर करने की लागतवहन करने की लागत व बैक आर्डर लागत का योग है सरलीकरण करने पर कुल लागत D QCo 2Cc 2Q s2 Cs 2Q अब हम इन सूत्रों Q S और TC का उपयोग करके इसमें शामिल संगणनाएँ दिखाने का प्रयत्न करेंगे और दिखाने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण लेंगे इससे पहले हमने इसे स्पष्ट करने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण लिया था जहां हमने वार्षिक मांग D को प्रति वर्ष 10000 के बराबर मान लिया था हमने C naught मान लिया था जो कि ऑर्डर की कीमत 300 रुपये प्रति ऑर्डर है आइटम की इकाई लागत 20 रुपये मान ली गई थी और इन्वेंट्री होल्डिंग लागत i 20 की 20 प्रतिशत थी और इसलिए Cc 4 रुपये बन जाती है इनका उपयोग करके हमने पहले मॉडल के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना की थी और हमें 122474 का मान प्राप्त हुआ था अब हम उसी डेटा का उपयोग करते हैं और हम एक C s भी प्रस्तावित करते हैं जो कि शॉर्टेज की लागत है और हम 25 रुपये प्रति यूनिट प्रति वर्ष शॉर्टेज की लागत का उपयोग करते हैं C c 4 रुपए प्रति वर्ष प्रति यूनिट है अब हम इन मानों की गणना करते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना करने के लिए इस सूत्र को लागू करते हैं इसलिए Q 2DCo Cc Cs Cc Cs है क्योंकि मैंने दोनों मॉडलों के लिए सूत्र लिखा है इसे Q1 के रूप में कहते हैं जो कि इस प्रणाली के लिए बिना बैकऑर्डर दिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है और इस प्रणाली के लिए Q2 को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के रूप में कहते हैं जिसमें बैकऑर्डर शामिल है और जिसमें बैकऑर्डर को ध्यान में रखा जाता है अब हम इस Q2 की गणना में रुचि रखते हैं हम पहले से ही जानते हैं कि यह Q1 122474 है जो पहले के एक लेक्चर में किया गया था इसलिए हम Q2 की गणना करते हैं हमें सभी मान ज्ञात है 10000 x 300 x 4 25 4 x 25 यह गणना पर हमें देगा Q2 131909 के बराबर है और एक बार जब हम इस Q 131909 की गणना करते हैं तो हम वापस जाते हैं और यहां प्रतिस्थापित करते हैं तो यह 131909 4 4 25 X 4 29 हमें s का मान 1819435 के बराबर देंगे अब हम इस मॉडल से जुड़ी कुल लागत की भी गणना करते हैं और कोशिश करते हैं इसकी तुलना पहले वाले मॉडल से जुड़ी कुल लागत से करते हैं पहले के मॉडल में केवल दो घटक थे जो ऑर्डर की लागत और वहन करने की लागत है और फिर 122474 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थी और इस मामले में कुल लागत 489898 पाई गई तो आइए हम यह भी पता करें कि क्या होता है जब बैक ऑर्डर की अनुमति दी जाती है और Cs को लाया जाता है पहले से ही हमने देखा है कि ऑर्डर की मात्रा 122474 से बढ़कर 131909 हो जाती है 18194 के बैक ऑर्डर की मात्रा की अनुमति है आइए हम इसके आधार पर कुल लागत की गणना करें इसलिए यह घटक हमें 10000 x 300 131909 देता है 227443 113715 देता है तो यह मात्रा 196061 31368 हो जाएगी और कुल 454872 है इसलिए जब हम बैक ऑर्डर देने की अनुमति देते हैं और यदि बैक ऑर्डर की लागत प्रति यूनिट 25 रुपये प्रति वर्ष है तो हम मानते हैं कि ऑर्डर मात्रा Q 122474 के पुराने मूल्य से बढ़कर 131909 पर वापस आ गई है बैकऑर्डर की गई मात्रा की गणना 18194 के रूप में की जाती है कुल लागत 489898 से घटकर 454872 हो जाती है तो पहला अवलोकन यह है कि कुल लागत में कमी आती है दूसरा अवलोकन यह है कि कुल लागत के तीन घटक हैं ऑर्डर लागत घटक 227443 है वहन करने की लागत का घटक 19606 है और शॉर्टेज या बैक ऑर्डर लागत घटक 31368 है हम यह भी देखते हैं कि यह 227443 कुल का आधा है जो कि 454872 है यह इसके आधे हिस्से में योगदान देता है यह कुल के दूसरे आधे हिस्से में योगदान देता है इसलिए इस मॉडल में हम अनिवार्य रूप से एक Q या ऑर्डर मात्रा का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुल ऑर्डर करने की लागत इन्वेंट्री वहन करने की लागत और बैक ऑर्डर की लागत के बराबर हो इस मॉडल में हमने ऑर्डर मात्रा Q की गणना की जिसके लिए ऑर्डर लागत घटक इन्वेंट्री वहन करने की लागत के घटक के बराबर है तो प्रत्येक कुल लागत के आधे के बराबर था इस मामले में यह कुल लागत का आधा है इन दोनों को मिलाकर कुल लागत का आधा योगदान होगा क्योंकि हमने बैकऑर्डर की अनुमति दी थी ऑर्डर की मात्रा 122474 से बढ़कर 131909 हो गई तो पहले की तुलना में प्रति वर्ष ऑर्डरों की संख्या में कमी आई इसलिए कुल ऑर्डर लागत में कमी आई कुल लागत ऑर्डर लागत का दो गुना है यहां भी कुल लागत ऑर्डर लागत का दो गुना है इसलिए कुल लागत भी कम आती है इसका वर्णन करने का अन्य तरीका है भले ही हम 131909 का ऑर्डर देते हैं इंस्टैन्टेनियस रिप्लेनिशमेंट के कारण हम ऑर्डर तब देंगे जब हम यहां थे फिर 131909 के लिए एक ऑर्डर रखें और जैसे ही आइटम आता है जो कि तात्कालिक है बैकऑर्डर की मात्रा 18194 को तुरंत दिया जाता है इसलिए हमारे पास इन्वेंट्री जल्दी से 113715 तक कम हो जाती है जो इस और इसके बीच अंतर है इसलिए 122474 की तुलना में हम अधिकतम इन्वेंट्री 113715 का वहन करेंगे साथ ही जिस अवधि के लिए हम इन्वेंट्री संभाले रखेंगे वह इस मामले में बहुत कम होगी क्योंकि जब हम 122474 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास एक निश्चित अवधि होती है जब हम 131909 से विभाजित करते हैं तो पूरी अवधि कम हो जाती है यह अवधि कम होती है और हमें यह भी पता चलता है कि यह अधिकतम इन्वेंट्री इस अवधि के लिए नहीं है लेकिन यह एक छोटी अवधि के लिए रखी जाती है इसलिए औसत इन्वेंट्री नीचे आती है और इन्वेंट्री होल्डिंग लागत नीचे आती है तो ऑर्डर की लागत कम हो जाती है इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत कम हो जाती है लेकिन एक बैक ऑर्डर लागत होती है जो कि इस मॉडल में नहीं है जो कि 181 की मात्रा को बहुत छोटी अवधि के लिए संभालने से आती है इसलिए बैक ऑर्डर की लागत अन्य 31368 का योगदान करती है लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कुल लागत प्रभावी रूप से नीचे आती है इस मॉडल में हम एक तरफ ऑर्डर लागत के साथ समंजन कर रहे हैं और इन्वेंट्री होल्डिंग एवं बैक ऑर्डर लागत का योग इष्टतम पर ऑर्डर लागत के बराबर होगा यह वास्तव में हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की ओर इशारा करता है यह एक ऐसा मॉडल है जिसने बैकऑर्डर की अनुमति दी है इसलिए जब हम बैक ऑर्डर की अनुमति देते हैं तो हमें कुल लागत कम लगती है हम कम अवधि के लिए कम मात्रा में इन्वेंट्री धारण करते हैं इसलिए केवल इन संख्याओं को देखें कोई भी आसानी से सहमत होगा और यह विश्वास करेगा कि बैक ऑर्डर के साथ मॉडल वांछनीय है यदि हमें केवल कुल लागत के आधार पर निर्णय लेना है तो हम कह सकते हैं हाँ बैक ऑर्डर वाले मॉडल की कुल लागत कम है ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम इसे अनुकूलन समस्या के रूप में देखते हैं यह एक समस्या है जो कि बैक ऑर्डर की अनुमति देती है तो यह इस समस्या का एक प्रतिबंधित संस्करण है जहां आप एक अतिरिक्त प्रतिबंध लगा रहे हैं कि बैक ऑर्डर की अनुमति नहीं है यह एक शिथिल संस्करण है जहां बैक ऑर्डर की अनुमति है और यह स्पष्ट है कि न्यूनतमीकरण समस्या में प्रतिबंधित संस्करण में शिथिल संस्करण समस्या की तुलना में उद्देश्य फलन का मान अधिक होगा तो पहले मॉडल की कुल लागत दूसरी से अधिक होगी फिर हमें इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है क्या हमें हमेशा इस मॉडल के लिए जाना चाहिए या क्या हमें इस मॉडल के लिए जाना चाहिए अब हम इस मॉडल के साथ थोड़ा और प्रयोग करने की कोशिश कर सकते हैं कुछ और संगणनाएँ दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और फिर हम वास्तव में महसूस करेंगे कि यदि हम C को बढ़ाते रहें तो उदाहरण के लिए शॉर्टेज या बैक ऑर्डर की लागत जो 25 प्रति यूनिट प्रति वर्ष पर परिभाषित की गई है मान लीजिए हम इसे प्रति वर्ष 100 प्रति यूनिट बनाते हैं तो क्या होगा मैं संगणना दिखाने वाला नहीं हूं लेकिन मैं यहां जो बताने जा रहा हूं वह यह है कि अगर हम इस C को बढ़ाते हैं तो स्वतः क्या होगा यह लागत भी बढ़ जाएगी और यह इस 489898 के करीब आ जाएगा यदि हम C को बढ़ाते हैं तो ऑर्डर की मात्रा 131909 से कम हो जाएगी कुल लागत में वृद्धि होगी और 489898 के करीब आएगा जैसे जैसे हम इस C को बढ़ाते रहेंगे यह मात्रा कम होती रहेगी यह कम होती जाएगी और यह कुल लागत बढ़ती चली जाएगी जब C s इन्फिनिटी के बराबर होता है तो यह 122474 मान लेगा यह मान 0 लेगा और यह कुल लागत इस कुल लागत के बराबर होगी यह Q उस Q के बराबर होगा यह भी स्पष्ट है क्योंकि हम इसे 2D Co Cc 1 Cc Cs के रूप में फिर से लिख सकते हैं तो जब C इन्फिनिटी है Cc C s 0 हो जाएगा तो 1 Cc Cs 1 है इसलिए जब C s इन्फिनिटी है तो यह 2D Co Cc हो जाएगा जो वही मॉडल है इसलिए केवल जब बैक ऑर्डर लागत को इन्फिनिटी के रूप में रखा जाता है जिसका अर्थ है कि बैक ऑर्डर की अनुमति नहीं है तो हम स्वतः अन्य मॉडल प्राप्त करेंगे जब तक बैक ऑर्डर की मात्रा इन्फिनिटी से कुछ छोटी होती है चाहे यह बहुत बड़ी क्यों ना हो यह मॉडल हमेशा इस मॉडल की तुलना में थोड़ा कम कुल लागत देगा लेकिन इसे देखने का सही तरीका यह है जब तक कि हम Cs की गणना में परिशुद्धता के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हैं और हम जानते हैं कि यह वास्तव में बैक ऑर्डर लागत है और हम कहते हैं कि हमने गुडविल और सभी अमूर्त लागतों को शामिल किया है जिन्हें आसानी से नहीं मापा जा सकता है मान लें कि हमने सभी लागतों को मापा है और यदि संगठन बहुत स्पष्ट है कि यह मेरी बैक ऑर्डर लागत है और यह वही है जो मैं खर्च करने जा रहा हूं और ग्राहक को कोई देरी नहीं होगी इसलिए इससे जुड़ी कोई लागत नहीं है यदि हम उस सब के बारे में सुनिश्चित हैं तो ही इस मॉडल का उपयोग सीधे किया जा सकता है अगर हमें यकीन नहीं है और अगर कुछ और अनिश्चितता है जहां इस बैक ऑर्डर की वजह से देरी होगी और हम इस तरह की देरी की लागत का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं तो हम इसके लिए बहुत बड़ा मान दे सकते हैं या सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए यदि हम योजना के स्तर पर बैकऑर्डर नहीं चाहते हैं तो बेहतर होगा कि हम इन्फिनिटी के बराबर मूल्य देंगे और पहले मॉडल की ओर जाएंगे दूसरा मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बहुत सावधानी से उपयोग किया जाना है जब तक हम दूसरे मॉडल की अ अवधारणाओं के बारे में सुनिश्चित नहीं होते तब तक उस स्थिति में वापस जाना हमेशा अच्छा होता है जहां योजना के चरण के दौरान कम से कम बैक ऑर्डर की अनुमति नहीं होती है तो यही कारण है कि विशेष रूप से खरीदी गई वस्तुओं के लिए दो प्रकार के इन्वेंट्री मॉडल देखें अब इसका एक और पहलू देखें जिसे छूट या डिस्काउंट कहा जाता है डिस्काउंट मॉडल की व्याख्या करने के लिए हम इस मॉडल को देखेंगे और हम उस मॉडल पर विचार नहीं करेंगे जब हमारे पास एक आइटम होता है और हम इस आइटम को खरीदते हैं तो हम मान लेते हैं हम इस डेटा के साथ काम कर रहे हैं जहां वार्षिक मांग 10000 है ऑर्डर की लागत 300 है इत्यादि हमने पहले ही पाया है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 122474 है और कुल लागत 489898 है जब हम लगातार एक ही विक्रेता से एक ही वस्तु खरीदते हैं या जब हम बड़ी मात्रा में खरीद रहे होते हैं तो हम छूट के लिए कहेंगे और विक्रेता खरीद की मात्रा बड़ी होने पर हमेशा छूट की पेशकश करेगा आइए एक स्थिति देखें जहां विक्रेता इसके लिए छूट की पेशकश कर रहा है और फिर हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या हम छूट स्वीकार करेंगे या हम छूट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे मान लेते हैं कि विक्रेता ऑर्डर की मात्रा Q 2000 के बराबर या उससे अधिक होने पर 2 प्रतिशत छूट देने को तैयार है यदि हम इस Q1 की व्युत्पत्ति पर वापस जाते हैं तो हमने पहले कहा था कि हम विचार करेंगे कि 4 लागतें थीं ऑर्डर लागत वहन लागत बैक ऑर्डर लागत और आइटम की लागत यह मॉडल बैक ऑर्डर की अनुमति नहीं देता है इसलिए हम तीनों लागतो को देखेंगे और TC D Q Co Q 2Cc D C लिखेंगे यह ऑर्डरिंग लागत घटक है यह इन्वेंट्री होल्डिंग लागत घटक है और यह प्रति वर्ष मद की लागत है चूंकि वेरिएबल यह था कि कितना ऑर्डर करना है और वेरिएबल ने इस D x C को अपनी व्युत्पत्ति में अंकित नहीं किया था इसलिए हमने इसे छोड़ दिया क्योंकि D x C एक स्थिरांक है हमने इसे छोड़ दिया और फिर हमने यह व्यंजक प्राप्त किया लेकिन अब यदि हम इस ऑर्डर इस छूट की पेशकश पर विचार करना चाहते हैं 2000 या उससे अधिक की राशि के लिए तो आइए हम विचार करें कि क्या 2000 पर छूट को स्वीकार करना है या हम छूट को 2000 से अधिक मात्रा पर स्वीकार करेंगे यदि हम 2000 की मात्रा में रुचि रखते हैं और हम इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं किसी भी ऑर्डर मात्रा पर जो 122474 से अलग है इन दो D का योग का Co से गुणा को Q से भाग दिया जाता है और उसमें Q Cc 2 जोड़ा जाता है जो कि ऑर्डर करने की और होल्ड करने की कुल लागत का प्रतिनिधित्व करता है यह निश्चित रूप से 489898 से अधिक होगा क्योंकि हमने 122474 को इष्टतम मान के रूप में प्राप्त किया है जहां यह कुल फलन न्यूनतम है यह D C भी एक स्थिरांक है इसलिए जब हम ऑर्डर की मात्रा 122474 को 2000 तक बढ़ाते हैं तो यह हिस्सा बढ़ने वाला है और अगर यह स्थिर होता तो इसका यह कभी भी किफायती नहीं होता लेकिन फिर छूट है छूट के कारण C अब एक नया मान लेता है यह अब 20 नहीं है बल्कि 2 प्रतिशत की छूट के साथ 20 का 98 प्रतिशत है तो इसमें वृद्धि अगर यह यहाँ लाभ से ऑफसेट है या यदि यहाँ लाभ इस वृद्धि से अधिक है तो यह हमारे लिए छूट का लाभ उठाना फायदेमंद होगा एक बहुत छोटा घटक भी है जिसे देखने की जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस C c को कैसे परिभाषित करेंगे हम पहले ही देख चुके हैं कि इस C c को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है एक Cc के रूप में या i x C के रूप में अगर हम अब इस Cc को i x C के रूप में परिभाषित करते हैं और अगर हम 2000 के एक ऑर्डर मात्रा में रुचि रखते हैं तो 2000 पर इस वहन लागत में भी थोड़ी कमी आएगी क्योंकि यह C भी थोड़ा बदलता है तो D Q Co Q 2 i C में समग्र वृद्धि होगी लेकिन छूट के कारण लाभ से इस समग्र वृद्धि में भी कमी आएगी यह वृद्धि ऑफसेट होगी तो आइए हम पहले देखें कि क्या हम 2000 पर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं इससे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर दें क्या हम लाभ उठाने जा रहे हैं हमें 2000 तक की किसी भी मात्रा पर यह छूट बिल्कुल नहीं मिलने वाली है और 2000 तक की किसी भी मात्रा के लिए कुल लागत 122474 की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर सबसे कम होगी तो हमें 2000 को देखना चाहिए जब हम 2000 को देखते हैं तो 2000 में TC बराबर होता है अब D Q 5 10000 2000 5 5 Co 1500 Q 2 1000 है i C 4 रुपये का 20 प्रतिशत का 98 प्रतिशत क्योंकि 2000 की मात्रा में इकाई मूल्य 20 नहीं है लेकिन यह 20 का 98 प्रतिशत है इसलिए Q 2 x i C 1000 i x 02 x 20 x 098 हो जाएगा D x C 10000 x 20 x 098 गणना पर यह हमें 1500 3920 196000 जो कि 201420 है इस लागत की तुलना उस लागत के साथ की जानी चाहिए जो हम खर्च करते यदि हम 122474 का ऑर्डर देते 122474 पर TC 489898 20 x 10000 के बराबर है जो 20489898 है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर कुल लागत 20489898 है 2000 की एक ऑर्डर मात्रा पर कुल लागत और 2 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने से हमें 201420 की कुल वार्षिक लागत मिलेगी यह 20489898 से कम है इसलिए 2000 पर छूट का लाभ उठाना लाभदायक है हमने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है कि क्या हम इसे 2000 पर स्वीकार करेंगे अब हमें एक और प्रश्न का उत्तर देना होगा कि क्या हम इसे 2000 से अधिक मात्रा पर स्वीकार करेंगे उदाहरण के लिए 3000 पर भी 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी तो यह 3000 की मात्रा पर लाभ उठाने के लिए फायदेमंद है और ऐसा करने के लिए हमें वापस जाना चाहिए और 10000 3000300 3000 2 02 20 098 10000 20 098 करना चाहिए इसलिए यह हिस्सा उसी तरह बचा रहेगा लेकिन फिर हमें जांचना होगा कि क्या यह घटता है ताकि हम लाभ उठा सकें ऐसा करने के लिए हमें एक और कर्व पर वापस जाना है जिसे हमने पहले ही देख लिया है जिसे कुल लागत वक्र कहा जाता है हमने पहले ही देखा है कि कुल लागत वक्र इकोनामिक ऑर्डर क्वांटिटी के समीप बहुत सपाट है मान लें कि यह इकोनामिक ऑर्डर क्वांटिटी है और यह 122474 है और फिर 2000 पर हमें यह छूट मिल रही है हमें यह छूट मिलने जा रही है तो यह थोड़ा नीचे आता है मैंने वास्तव में आपको y अक्ष लागत नहीं दी है y अक्ष अब ऑर्डर की लागत वहन करने की लागत और आइटम की लागत तो कुल लागत ऑर्डर लागत के साथ साथ वहन करने की लागत D C के बराबर है जो आइटम की लागत है हमें एहसास है कि 2000 पर यह वास्तव में नीचे आता है इससे कम हो जाता है यह आपका 20489898 है यह मान आपका 201420 है यह यहां है और फिर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कुल लागत बढ़ जाएगी इसलिए इस ग्राफ की प्रकृति से हम यह समझेंगे कि हमारे लिए यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या हम इसे 3000 पर या जिस बिंदु पर छूट है उससे अधिक किसी भी मान पर लाभ उठाने जा रहे हैं तो जिस बिंदु पर छूट है उसे प्राइस ब्रेक प्वाइंट कहा जाता है प्राइस ब्रेक प्वाइंट 2000 है और इसलिए हमें उस छूट मात्रा का लाभ उठाने के लिए 2001 या 2 या 3000 या उस प्राइस ब्रेक प्वाइंट से अधिक किसी भी मूल्य पर इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है अब मान लेते हैं कि विक्रेता हमें एक और प्राइस ब्रेक प्वाइंट दे रहा है और विक्रेता का कहना है कि वह 3 प्रतिशत की छूट दे सकता है यदि ऑर्डर मात्रा Q 5000 से अधिक या बराबर है तो हमें वही गणना करनी होगी 5000 पर कुल लागत क्या है TC D Q Co इसलिए दो ऑर्डर होंगे 10000 5000 2 2 Co 600 Q 2 2500 x C c 02 x 20 x 097 10000 x 20 x 097 यह 600 9700 19400 हो जाएगा तो यह 204300 है इस ग्राफ में इसे दिखाने के लिए 5000 कहें कि यहां कहीं है यह ऊपर जाता है कहो 5000 यहाँ है तो यह अब ऊपर चला जाता है एक और प्राइस ब्रेक है इसलिए यह नीचे आता है और कहीं बीच में यह अभी भी न्यूनतम है यह 4898 है यह यहाँ तक कहीं आता है और फिर यह इस तरह से आगे बढ़ता रहता है यह अभी भी इष्टतम प्राइस ब्रेक प्वाइंट है और इसलिए हम यह स्वीकार नहीं करेंगे हम 2000 पर 2 प्रतिशत की छूट को स्वीकार करेंगे और हम 5000 पर 3 प्रतिशत की छूट को स्वीकार नहीं करेंगे जहां भी प्राइस ब्रेक है वहां तुलना करना आवश्यक है प्राइस ब्रेक पर कुल लागत किसी अन्य बिंदु पर नहीं केवल अन्य भाग वह मामला है जहां इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पहले एक प्राइस ब्रेक है बता दें कि यदि 1000 पर आधा प्रतिशत की छूट है तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करेंगे और उस आधे प्रतिशत की छूट को 1000 पर नहीं बल्कि 122474 पर लेंगे इसलिए यदि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पहले किसी मात्रा में छूट है तो हम उस छूट का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर लेने का प्रयास करेंगे और लाभ उठाएंगे यदि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद एक प्राइस ब्रेक होता है तो हम कोशिश करेंगे और प्राइस ब्रेक प्वाइंट पर इसका लाभ उठाएंगे यह आम तौर पर प्रथागत है कि प्राइस ब्रेक प्वाइंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से अधिक मात्रा के लिए हैं लेकिन ऐसा होता है कि OQ से पहले एक प्राइस ब्रेक प्वाइंट हो उदाहरण के लिए 1000 पर आधा प्रतिशत की छूट है जिसका अर्थ है यह यहां कम होने जा रहा है यह आगे घटने जा रहा है जब तक कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तक नहीं पहुंचता और आगे बढ़ता है अन्य मामूली समायोजन यह है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की मात्रा भी थोड़ी बदल सकती है क्योंकि यदि 1000 पर आधा प्रतिशत की छूट है तो मात्रा 2 x10000 x 300 4 से बदल जाती है जो मूल है जिसने हमें 122474 का मान दिया है अब यदि 1000 पर आधा प्रतिशत की छूट है जिसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी आधा प्रतिशत छूट होने पर यह 2 x 10000 x 300 4 0995 हो जाएगा यह 122474 से थोड़ा अधिक हो जाएगा यह लगभग 122485 पर आ सकता है या 1225 तक बंद हो सकता है वस्तुतः बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा लेकिन अगर हम इसे गणना बिंदु से देखते हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में थोड़ी वृद्धि होगी और हम नई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की मात्रा पर छूट का लाभ उठाएंगे इस तरह हमने छूट को संभाला छूट की समस्या में हमेशा कुल लागत की गणना शामिल होती है जिसमें वस्तु की लागत भी शामिल होती है क्योंकि किसी भी छूट में लाभ D C में कमी से आता है जो अन्यथा स्थिर था क्योंकि C Q का एक फcन नहीं था छूट की समस्या में आइटम की कीमत C Q का एक फलन है और इसलिए C बदल जाएगा और C x D भी ऑर्डर मात्रा की गणना को प्रभावित करना शुरू कर देगा हमने जो डिस्काउंट मॉडल देखा है उसे ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट कहा जाता है जिससे हमारा मतलब है कि यदि आप 2000 की मात्रा का ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर किए गए प्रत्येक आइटम के लिए लागत 20 रुपये नहीं है लेकिन यह 20 का 98 प्रतिशत है जो कि रुपये 19 और 60 पैसे है 2000 इकाइयों में से प्रत्येक के लिए कीमत 1960 पैसे है अब हमारे पास मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट नाम की कोई चीज भी हो सकती है तो हम उस पर नजर डालते हैं मुझे मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट लिखने दें हमारे पास मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट नाम की कोई चीज हो सकती है मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट में विक्रेता कह सकता है कि यदि आप Q 2000 या 2000 से अधिक के बराबर ऑर्डर करते हैं तो विक्रेता 2000 वें आइटम से 5 प्रतिशत और 5000 वें आइटम से 10 प्रतिशत छूट दे सकता है अंतर क्या है पहला अंतर यह है यदि हमने ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट में 2000 वस्तुओं का ऑर्डर दिया है तो आइए इन दो मामलों की तुलना करें 2 प्रतिशत का ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट बनाम 5 प्रतिशत का मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट यदि हम कहते हैं कि 3000 आइटम का आर्डर दिया है तो सभी 3000 वस्तुओं की कीमत 1960 पैसे होगी यदि हम यहां 3000 आइटम ऑर्डर करते हैं तो पहले 2000 आइटम की कीमत 20 होगी अगले 1000 की कीमत जो कि 2000 वें आइटम के बाद के हैं अब 20 के 95 प्रतिशत हैं जो कि 19 रुपये है तो Q 3000 के बराबर पर केवल आइटम की लागत प्रति वर्ष या ऑर्डर करते समय यदि हम 3000 का ऑर्डर करते हैं तो आइटम की कीमत 3000 x 19 रुपये 60 पैसे होगी यहां यह 2000 x 20 1000 x 90 है मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट में लाभ ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट में लाभ की तुलना में थोड़ा कम है उस कारण से आप देखेंगे कि मार्जिनल क्वांटिटी डिस्काउंट में छूट ऑल क्वांटिटी डिस्काउंट की तुलना में अधिक है आइए हम इस समस्या पर 2000 वें मद से 5 प्रतिशत की छूट और 5000 वें मद से 10 प्रतिशत की छूट के साथ समाधान करते हैं व्युत्पत्ति निम्नानुसार होगी TC D Q Co Vj Cj i 2 D Q Vj Cj यह विभेदन हमें देता हैQ √2 D Co Vj qj Cj i Cj इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं यह भी स्पष्ट है कि जब हम Q के संबंध में इसे विभेदन करते हैं तो हम इसे प्राप्त करने वाले हैं जैसा कि मैंने कहा 3 घटक हैं एक ऑर्डर लागत घटक है इन्वेंट्री वहन करने की लागत का घटक है और उसके बाद आइटम की लागत का घटक है ऑर्डर की लागत बहुत स्पष्ट है D Q Co Q वह है जिसे हम ऑर्डर करने जा रहे हैं D Q प्रति वर्ष ऑर्डर की संख्या है D Q Co ऑर्डर की लागत है अब c की लागत क्या है मूल रूप से वहन करने की लागत Q 2 C c है हम इसे Q 2 x i x C के रूप में लिख सकते हैं QC 2 i भी लिखा जा सकता है जहाँ C वस्तु का इकाई मूल्य है Q ऑर्डर मात्रा है और QC ऑर्डर मात्रा का धन मूल्य है अब हम ऑर्डर की लागत को देखते हैं क्योंकि ऑर्डर मात्रा की धनराशि का मूल्य 2 है जो कि i x औसत है तो i 2 से अलग है यह ऑर्डर मात्रा का धन मूल्य है मार्जिनल क्वांटिटी की परिभाषा के अनुसार अगर हम इस उदाहरण 2000 को देख रहे हैं और 2000 से ऊपर की मात्रा के लिए 5 प्रतिशत है उदाहरण के लिए यदि हम 3000 के लिए गणना कर रहे हैं तो हम करेंगे 2000 x 20 1000 x 19 जो इस तरह से दिया जाता है Vj पहले 2000 के लिए मान है Q Qj 3000 2000 है जो Cj x 1000 है जो कि नई वैल्यू 19 है यह खरीदे गए आइटम के लिए मनी वैल्यू की अभिव्यक्ति है इसलिए यह x i 2 इन्वेंट्री होल्डिंग लागत है और यह प्रति ऑर्डर मनी वैल्यू है यह मान है प्रति वर्ष ऑर्डर की संख्या D Q इसलिए कुल वार्षिक मूल्य होगा D Q यह विभेदीकरण पर यह हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए कुल मान देगा आइए हम मार्जिनल डिस्काउंट के लिए इसी समस्या पर काम करते हैं और अगर हम अब ऐसा करते हैं तो पहला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी Q 122474 के बराबर है और TC 20489898 होगा कोई छूट नहीं है तो यहाँ से 489898 आते हैं आइटम की लागत 200000 है इसलिए 20489898 होगा Q 2000 पर हमें स्थानापन्न करने की आवश्यकता है इसलिए आपको 2000 का लाभ होता है उदाहरण के लिए 2000 पर 20 का 5 प्रतिशत 1 रुपये है Vj qj Cj 2000 x 1 उदाहरण के लिए 2000 पर अगर मैंने का लाभ नहीं उठाया था तो मैंने 20 रुपये का भुगतान किया होगा यदि मैं मार्जिनल डिस्काउंट का लाभ उठाता हूं तो मैं 19 रुपये का भुगतान करता हूं इसलिए 2000 x 1 जोकि Vj qj Cj है 2000 में यह मात्रा Q √ 2000 38 है क्योंकि इसमें 5 प्रतिशत की छूट है इसलिए 4 38 हो जाता है तो यह गणना पर हमें 347926 देता है अगर हम वास्तव में 2000 वें आइटम से 5 प्रतिशत की मार्जिनल डिस्काउंट का उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सौदा हमें मिलेगा यदि हम 347926 आइटम ऑर्डर करते हैं जिसमें से पहले 2000 वस्तुओं की कीमत 20 होगी और शेष राशि 1479 आइटम की कीमत 19 होगी इससे जुड़ी कुल लागत 347926 i2 347926 का धन मूल्य होगी तो 02 2 i 2 इसका धन मूल्य तो पहले 2000 20 पर है तो 20 x 2000 19 x 147926 यह मनी वैल्यू है यह मनी वैल्यू यह मनी वैल्यू जो है 10000 347926 x 20 x 2000 19 x147926 ये सभी एक साथ हमें 20342128 देंगे यह कुल लागत है जो हम खर्च करेंगे अगर हम 2000 की मात्रा के लिए 5 प्रतिशत के इस डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं यह वास्तव में 20489898 से सस्ता है हमें मूल्यांकन करना होगा कि हमें क्या सबसे अच्छा सौदा मिलता है अगर हम कोशिश करते हैं और इसका उपयोग करते हैं और फिर हमें उसकी तुलना 20342128 के साथ करनी होगी और जो सस्ता है उसे चुनें हम उन गणनाओ को अगले लेक्चर में दिखाएंगे